आइए हम अब हाइड्रोलिक ऊर्जा की चर्चा करते हैं जो पानी को निचले स्तर से ऊँचे स्तर तक उठाने के लिए आवश्यक है अर्थात पानी पंपिंग करने के लिए आवश्यक है अब हम कहते हैं हमारे पास एक द्रव्यमान है जिसका वजन M M किलोग्राम है और आप इसे ऊँचाई H तक उठाना चाहते हैं इस प्रकार हम इस द्रव्यमान को इस स्थान पर लाना चाहते हैं जो इसके मूल स्थान से H ऊँचाई पर है तो आपने ऐसा करने में पोटेंशियल ऊर्जा में वृद्धि की है और यह ऊर्जा mgh द्वारा दी गई है अर्थात आप इस गुरुत्वाकर्षण त्वरण के खिलाफ बल लगाने जा रहे हैं इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाना होगा और आप इसे उठाने के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं और वह द्रव्यमान है इस बॉडी का द्रव्यमान g × h वह ऊंचाई जिस तक इसे उठाया गया है इस प्रकार यह जूल में है इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है कि यह कुछ द्रव्यमान है आइए हम इसे एक जल निकाय कहते हैं इसलिए यदि यह एक जल निकाय है तो द्रव्यमान हम कह सकते हैं कि घनत्व वॉल्यूमvolume आयतन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है पानी के घनत्व की मात्रा 𝜌 वॉल्यूमvolume आयतन Q SI इकाइयों में पानी के घनत्व की मात्रा kgm3 के रूप में व्यक्त किया गया है और यह पानी के लिए 1000 kgm3 के बराबर है और Q को डिस्चार्ज वॉल्यूम कहा जाता है और इसे m3 में व्यक्त किया गया है तो यदि आप इसे द्रव्यमान के लिए यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं 𝜌 Q के रूप में तो आप देखेंगे कि ऊर्जा mgh द्वारा दी गई है जो कि 𝛿Qgh जूल के बराबर है पानी के लिए 𝜌 घनत्व है पानी के लिए जो 100 किग्रा घन मीटर है तो हम इसे नीचे रखते हैं Q एक चर है g 981 ms2 है और Q और h चर हैं यह जूल है इसलिए यदि आप 981 लगभग 10 कहते हैं तो आप इसे 104 × Q × h जूल के रूप में रखकर आसानी से याद कर सकते हैं जहाँ Q एक m3 है h m में है तो कई बार अधिकांश समय आप ऊर्जा इकाइयों में व्यक्त करना चाहेंगे एक इकाई 1 kWh है जो 1 kW 1000W है और 1h 3600 सेकंड है इसलिए 36 × 106 वाट सेकंड या जूल तो आप इसे यहाँ सब्सीट्यूट कर सकते हैं और फिर आप इसे E 1000×981xQh जूलऔर 1000×981×Qh36 ×106 के रूप में लिख सकते हैं यदि आप इसे किलो वाट घंटे में व्यक्त करना चाहते हैं तो यह क्योंकि एक किलो वाट घंटे 36×106 वाट सेकंड के बराबर है तो आप इसे इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं यह 2725×10 3×Qh किलो वाट घंटे हो जाएगा तो यह एक तरीका है जिसमें आप साहित्य में पाएंगे हाइड्रोलिक ऊर्जा 2725×10 3×Qh के रूप में दी गई है Qh मीटर में है इस एक्सप्रेशन में Q को मीटर क्यूब में व्यक्त किया गया है हालांकि Q की सामान्य और आम इकाई लीटर है और मीटर क्यूब की तुलना में लीटर में कल्पना करना बहुत आसान है लीटर और मीटर क्यूब के बीच संबंध है 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब है और इसलिए यदि आप इस समीकरण को व्यक्त करना चाहते हैं जहां Q लीटर में व्यक्त किया गया है तो आपको इसके लिए हम इसे 3 के बजाय 6 बनाते हैं मूल रूप से Q 1000 बनाते हैं तो 2725×10 6 Q×h किलो वाट घंटे जहां अब Q लीटर में व्यक्त किया गया है h हमेशा की तरह मीटर में है तो यह एक और एक्सप्रेशन है जिसका लोग उपयोग करते हैं क्योंकि वे लीटर में बेहतर कल्पना करने में सक्षम हैं वे एक एक्सप्रेशन चाहते हैं जिसमें Q डिस्चार्ज वॉल्यूम क्यूबिक मीटर के बजाय लीटर में हो एक और सामान्य और बहुत लोकप्रिय विधि हाइड्रोलिक ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय एक्सप्रेशन इस प्रकार है 1000 x 981 जो कि ρ घनत्व x g 98msec2 और Q m3 h मीटर जूल में Qm3 में है अब हम इस Q को m3 के बजाय लीटर में व्यक्त करना चाहेंगे इसलिए यदि आप लीटर में व्यक्त करना चाहते हैं तो Q1000 चित्र में आ जाएगा तो 1000 × 981 ms2 त्वरण गुरुत्व अब Q लीटर में 1000 से यह m3 बना देगा तो इस एक्सप्रेशन के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि 1000 और 1000 रद्द हो जाएंगे इसलिए आपके पास 981 x h है और यदि आप इसे लगभग 10 के बराबर लेते हैं तो आपको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा संबंध मिलेगा 10 × Q × h जूल जहां Q लीटर की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है h मीटर में है जो हाइड्रोलिक ऊर्जा को याद रखने के लिए अच्छा संबंध है हाइड्रोलिक ऊर्जा को जानने के बाद हम अब हाइड्रोलिक पावर का अनुमान लगा सकते हैं हाइड्रोलिक पावर की आवश्यकता पंपों और मोटरों और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पीवी पैनल तक डाउनस्ट्रीम करने के लिए होती है तो Ph हाइड्रोलिक पावर हाइड्रोलिक ऊर्जा के d dt के अलावा और कुछ नहीं है और यह ρQgh का d dt है जो हाइड्रोलिक ऊर्जा है अब ρ जो घनत्व 1000 किग्रा मी है g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 981 मीटर सेकंड है वे स्थिरांक हैं एक दिए गए एप्लीकेशन के लिए h कुल डायनेमिक हेड स्थिर स्थिर है एकमात्र चर Q होगा तो हम उन्हें बाहर ला सकते हैं और फिर d dt अब d dt को डिस्चार्ज रेट कहा जाता है यह वह वॉल्यूम है जिसे बाहर ले जाया जाता है जो प्रति यूनिट समय पर पानी पंपिंग सिस्टम के पाइप से बह रही है तो यह डिस्चार्ज दर या प्रवाह दर वह मात्रा है जिसका मापन किया जा सकता है और मात्रा जो कि पानी के पंपिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते समय उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से भी एक आवश्यकता है तो यह वाट में व्यक्त है इसलिए σggh वाट हम कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि σ 100 है हम उस नीचे रख देते हैं 981 g के लिए Qh वाट में व्यक्त किया अब यहाँ Q dot मीटर क्यूब प्रति सेकंड में है SI यूनिट्स यह हर सेकंड वॉल्यूम डिस्चार्ज है h को सामान्य रूप से मीटर में व्यक्त किया जाता है और यदि आप Q dot को लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना चाहते हैं तो 1000 से विभाजित किया जाता है इसलिए यह 1000 और लीटर रूपांतरण के लिए 1000 रद्द हो जाएगा तो आप 981 Q डॉट एच वाट पर पहुंचते हैं जहां क्यू डॉट लीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है कितना अधिक अच्छा तरीका होगा 10 क्यू डॉट एच वाट थोड़ा अनुमानित लेकिन हाइड्रोलिक शक्ति को व्यक्त करने का बहुत ही सुंदर तरीका होगा तो हाइड्रोलिक पावर जिसे आप जानते हैं यह लगभग 10 क्यू डॉट एच हैं क्यू डॉट डिस्चार्ज दर है या एप्लिकेशन से प्राप्त किया फ्लो रेट है लीटर प्रति सेकंड और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप निचले स्तर से उच्च स्तर तक कितने लीटर पानी या कितना लीटर पानी स्थानांतरित करना चाहते हैं आपको किसी दिए गए जमीन के टुकड़े को सींचने की आवश्यकता है इसलिए यह स्पेसिफिकेशन यह वैल्यू उपयोगकर्ता की आवश्यकता से आता है h जैसा कि हम जानते हैं कि मीटर में डायनेमिक हेड है जो सक्शन हेड सक्शन हेड के अलावा डिस्चार्ज हेड या डिलीवरी हेड का संयोजन है और एक अन्य घटक भी है जो पाइप में फ्रिक्शन लॉस को निरूपित करने वाला एक समतुल्य हेड है अब हम इन हेड का अनुमान कैसे लगाते हैं तभी आप उस एप्लिकेशन में आवश्यक घंटों की गणना कर पाएंगे